यहाँ हम राउटिंग पर अपनी चर्चा जारी रखते हैं जिस पर हम पिछले कई व्याख्यानों से चर्चा कर रहे हैं इसलिए यदि आप याद करें कि हमने क्षेत्र या ग्रिड रूटिंग के बारे में बात की है जहाँ हम बाधाओं की उपस्थिति में संरचना जैसे 2 आयामी ग्रिड पर मनमाने 2 बिंदुओं को जोड़ने में सक्षम हैं हमने वैश्विक रूटिंग के बारे में भी बात की जहां एक बार ब्लॉक रखे जाते हैं और ये तथाकथित चैनल और रूटिंग क्षेत्र परिभाषित किए जाते हैं इसलिए हर नेट के लिए हम रूटिंग क्षेत्रों के अनुमानित अनुक्रम का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें उस कनेक्शन को पूरा करने के लिए ट्रैवर्स किए जाने की आवश्यकता है अब एक बार यह हो जाने के बाद हम एक बार में हर रूटिंग क्षेत्र को लेते हैं और उस विशेष रूटिंग क्षेत्र को रूट करने के लिए सटीक इंटरकनेक्शन पैटर्न को पूरा करने की कोशिश करते हैं यह एक चैनल हो सकता है या हम देख सकते हैं कि यह एक अन्य प्रकार की संरचना हो सकती है जिसे स्विच बॉक्स कहा जाता है इस कदम को विस्तृत मार्ग कहा जाता है और आज हम इस पर अपनी चर्चा शुरू करेंगे इस व्याख्यान का विषय विस्तृत रूटिंग है यह इसका पहला भाग है इसलिए जैसा मैंने कहा है ठीक वैसा ही है विस्तृत रूटिंग का दायरा राउटिंग क्षेत्रों के लिए प्रत्येक इंटरकनेक्शन नेट के लिए वास्तविक ज्यामितीय लेआउट का निर्धारण करना है और आमतौर पर राउटिंग क्षेत्रों को एक बार में संभाला जाता है कुछ स्पष्ट आवश्यकताएं हैं 2 अलग अलग नेट हैं उन्हें एक ही परत पर नहीं काटना चाहिए क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 2 नेट के बीच एक शॉर्ट सर्किट होगा तो अगर वहाँ हैं अगर 2 अलग अलग नेट हैं तो उन्हें गैर अंतर रेखा खंडों के साथ एक विभिन्न फैशन में रखा जाना चाहिए तो जैसा कि मैंने कहा कि इस समस्या का समाधान किसी विशेष क्रम में एक समय में एक क्षेत्र पर विचार करके किया जाता है इसलिए विस्तृत रूटिंग का चरण वैश्विक रूटिंग का पालन करेगा और एक बार यह पूरा हो जाने के बाद हमारे पास कुछ अन्य चरण जैसे संघनन हो सकते हैं जिन्हें हम बाद में देखेंगे अब यहाँ एक सचित्र प्रदर्शन या चित्रण है जिसके बारे में हमने बात की है इसलिए एक ब्लॉक के सेट के बाद परिदृश्य इस तरह दिख सकता है इसलिए यह आयताकार बक्से ब्लॉक हैं और छोटे सर्कल ऐसे पिन हैं जिन्हें कनेक्ट करने की आवश्यकता है तो वैश्विक रूटिंग आपको एक अनुमानित मार्ग देगा उदाहरण के लिए इस पिन को इस पिन से जोड़ा जाना है यह अनुमानित मार्ग है यह एक अनुमानित मार्ग है यह इस तरह से एक और अनुमानित मार्ग है इसलिए ग्लोबल रूटिंग आपको राउटिंग क्षेत्रों का अनुक्रम देगा जिनका पालन करने की आवश्यकता है लेकिन एक बार जब आप विस्तृत रूटिंग में होते हैं तो इनमें से प्रत्येक के लिए कदम सटीक कनेक्शन होता है तारों के ज्यामितीय लेआउट क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सेगमेंट आम तौर पर तय किए जाने हैं या फिर उन्हें अंतिम रूप दिया जाना है यह विस्तृत मार्ग का दायरा है इसलिए एक बार विस्तृत रूटिंग करने के बाद आप कह सकते हैं कि रूटिंग के संदर्भ में मेरा लेआउट पूरा हो गया है इसलिए अब मैं अगले चरण पर जा सकता हूं तो यह सिर्फ एक त्वरित पुनरावृत्ति है इसलिए ग्लोबल रूटिंग के बाद हम विस्तृत रूटिंग की समस्या पर विचार करते हैं अब समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं मैं कुछ उदाहरणों की मदद से इन अवधारणाओं को समझाने की कोशिश करूंगा वैश्विक रूटिंग के दौरान जैसा कि मैंने कहा कि आप हमारे पहले के व्याख्यानों को याद करते हैं संपूर्ण राउटिंग क्षेत्र या स्पेस जो कि चिप पर उपलब्ध होता है जिसे आम तौर पर आयताकार रूटिंग क्षेत्रों के एक सेट में विभाजित किया जाता है हम आमतौर पर उन्हें आर 1 आर 2 आर 3 कहते हैं यहाँ विभिन्न क्षेत्र हैं जहाँ हम राउटिंग कर सकते हैं अब हर नेट के लिए हमें संबंधित टर्मिनल को जोड़ना होगा इसलिए टर्मिनलों को जोड़ने के लिए हमें उप क्षेत्रों का एक क्रम निर्धारित करना होगा जो ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें इस नेट से संबंधित बिंदुओं को जोड़ने के लिए ट्रैवर्स किए जाने की आवश्यकता है अब फ्लोटिंग टर्मिनलों की एक अवधारणा है मैं बहुत जल्द चित्रण करूंगा यह कहता है कि यदि कोई राउटिंग क्षेत्र की दी गई सीमा को पार कर रहा है तो फ्लोटिंग टर्मिनल नामक कोई चीज हो सकती है फ्लोटिंग टर्मिनल का मतलब है कि वे टर्मिनल हैं जिनका सटीक स्थान या स्थिति अभी तक तय नहीं है लेकिन एक बार उस रूटिंग क्षेत्र के लिए रूटिंग पूरा हो जाने के बाद ये अस्थायी टर्मिनल निश्चित टर्मिनल बन जाएंगे उनके सटीक समन्वय या स्थान को अंतिम रूप दिया जाएगा या तय किया जाएगा इसलिए एक बार इस उप क्षेत्र को रूट करने के बाद फ़्लोटिंग पॉइंट निश्चित टर्मिनल बन जाएंगे अब मैं इसे शीघ्र ही समझाऊंगा लेकिन इससे पहले हम रूटिंग क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं अब उनके ज्यामितीय और लगातार रूटिंग क्षेत्रों के बीच संबंध पर निर्भर करते हुए रूटिंग क्षेत्र 2 प्रकार के हो सकते हैं उन्हें चैनल या स्विच बॉक्स कहा जाता है तो चैनल क्या है एक चैनल एक ऐसे क्षेत्र की तरह है जहां हमारे 2 समानांतर किनारे हैं वे या तो क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर हो सकते हैं और कुछ पिन हैं जो इन समानांतर किनारों की सीमा पर स्थित हैं और हमारा काम इन किनारों पर कुछ निश्चित बिंदुओं या टर्मिनलों को आपस में जोड़ना है अब समानांतर सीमा के भीतर के इस क्षेत्र को चैनल कहा जाता है इसलिए हम कई तरह की चैनल रूटिंग तकनीकों को देख रहे हैं वैसे कुछ मामलों में अधिक जटिल स्थिति उत्पन्न हो सकती है जहां यह टर्मिनल एक आयताकार क्षेत्र के सभी 4 पक्षों में मौजूद हो सकता है इसलिए इसे स्विचबॉक्स कहा जाता है स्विचबॉक्स रूटिंग आमतौर पर चैनल रूटिंग की तुलना में अधिक जटिल है और एक स्विचबॉक्स के लिए यह केवल एक उदाहरण है इसलिए मैंने कुछ विशिष्ट अंतर्संबंध दिखाए हैं अब एक बात जो आप देख रहे हैं कि यहाँ मैंने अलग अलग रंगों द्वारा कनेक्शन दिखाए हैं रंगों का अर्थ है कि ये कनेक्शन अलग अलग धातु की परतों पर रखे गए हैं आमतौर पर ये सभी धातु की परतों पर किए जाते हैं तो यह नीली और यह भूरी रेखाएं वे 2 अलग अलग धातु परतों और उनके जंक्शनों पर हैं जंक्शन का मतलब होगा कि 2 परतों के बीच एक संबंध होना चाहिए एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर परत के बीच के इन जंक्शनों को वाया कनेक्शन कहा जाता है वाया या किसी प्रकार के २ परतों के बीच बिंदुओं के संपर्क कनेक्शन के माध्यम से बना हुआ कनेक्शन तो जहाँ भी नीली और एक भूरी रेखा मिलेंगी उसका तात्पर्य है कि वहाँ एक कनेक्शन है तो ये चैनल और स्विचबॉक्स हैं अब हम इस अति महत्वपूर्ण बात पर आते हैं राउटिंग क्षेत्रों के सापेक्ष आदेश के आधार पर राउटिंग के उनके क्रम को कुछ विशेष तरीके से निर्धारित किया जा सकता है जैसे आप इस तरह की स्थिति पर विचार करते हैं जहां 3 रूटिंग क्षेत्र 1 2 और 3 हैं और ये ब्लॉक हैं तो सीमाओं के साथ पिन होंगे तो यहाँ पर यह कहा गया है कि इस क्रम में 1 और 2 पहले नेट को रूट करना होगा और उसके बाद ही 3 होगा ऐसा क्यों है मैं एक उदाहरण की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ आइए हम इसी का उदाहरण लेते हैं मान लीजिए कि मेरे पास यह आयताकार क्षेत्र है जहां ये ब्लॉक हैं यह एक ब्लॉक है यह एक ब्लॉक है यह एक ब्लॉक है और यह एक ब्लॉक है अब कनेक्शन के लिए हम एक विशिष्ट उदाहरण लेते हैं मान लीजिए कि मेरे पास बिंदु 1 नामक एक टर्मिनल है मेरे पास यहां 1 जोड़ने वाला टर्मिनल प्वाइंट है और यहां भी 1 है तो ये 3 बिंदु हैं जिन्हें हमें जोड़ना है इसी तरह हम कहते हैं कि यहाँ एक बिंदु 2 है यहाँ एक बिंदु 2 है शायद यहाँ भी एक बिंदु 2 है ऐसे अन्य बिंदु हो सकते हैं जो पार नहीं करते हैं जैसे उदाहरण के लिए यहां 3 हो सकता है और यहां 3 होगा इसलिए मैं सिर्फ उस परिदृश्य को दिखा रहा हूं जहां आप इसे याद करते हैं हमने इसे चैनल नंबर 1 कहा है और इसे हमने चैनल नंबर 3 कहा है और यह चैनल नंबर 2 था इसलिए हमने कहा कि हमें पहले चैनल 1 को रूट करना होगा और 2 के बाद चैनल 3 अब हम देखते हैं क्यों आप देखें कि मैं एक चैनल 3 पर विचार करता हूं यह मेरा चैनल 3 है यह मेरा आयताकार क्षेत्र है यह पूरा चैनल 3 है अब चैनल 3 में चैनल की परिभाषा क्या है 2 सीमाओं पर कुछ स्थान पर पिंस के साथ 2 सीमाएं समानांतर सीमाएं होंगी अब आप इस तरफ देखते हैं कि इस 1 और 2 की स्थिति तय की गई है लेकिन इस 1 और 2 के बारे में क्या है तो इस लाइन के साथ यह कहीं भी हो सकता है इसलिए हमें नहीं पता कि ये 1 और 2 नेट कहां से आ रहे हैं यही कारण है कि इस सीमा के साथ इन 1 और 2 को फ़्लोटिंग टर्मिनल कहा जाता है लेकिन मान लें कि हम पहले नेट 1 रूट करते हैं तो मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं मान लीजिए हम इसे इस तरह से रूट करते हैं एक ऊर्ध्वाधर कनेक्शन और एक क्षैतिज कनेक्शन यह पहला कनेक्शन है फिर 3 को जोड़ा जाएगा हम कहते हैं कि 3 इस तरह से जुड़ा होगा 3 जुड़ा हुआ है तो 2 मान लें कि 2 इस तरह से जुड़ा होगा मान लीजिए कि यह कनेक्शन हो गया है अब एक बार जब यह किया जाता है तो आप 1 को देखें नेट 1 को हम इसे पहले ही एक विशेष ट्रैक पर रख चुके हैं तो अब नेट 1 यहाँ आ रहा होगा यह 1 और यह नेट 2 होगा एक बार यह निर्धारित किया जाता है नेट 2 इस बिंदु के साथ क्षैतिज रूप से आ जाएगा यह 2 होगा अब आप देखें अब यह अस्थायी टर्मिनल और 2 जो हैं परिभाषित नहीं है अब ये तय हो गए हैं यह 1 है यह 2 है इसलिए 1 पूरा होने के बाद हम 3 पर जा सकते हैं और 3 में हम इसी तरह से रूटिंग को पूरा कर सकते हैं उदाहरण के लिए यहाँ से 1 जोड़ने के लिए हमारे पास यहाँ एक लाइन हो सकती है हमारे यहाँ एक लाइन हो सकती है फिर हमारे पास यहाँ एक लाइन हो सकती है इसी तरह 2 के लिए हम यहाँ और यहाँ और कनेक्शन में एक लाइन कह सकते हैं तो इस तरह से हम कनेक्शन पूरा कर सकते हैं वास्तव में यह उदाहरण आपको बताएगा कि हमें 1 और 2 को पहले रूट करने की आवश्यकता क्यों है और फिर 3 को इसलिए यह इस विशेष परिदृश्य के लिए है यह एक स्लाइसिंग प्लेसमेंट टोपोलॉजी है लेकिन मान लें कि मेरे पास यह दूसरा परिदृश्य है जो एक गैर स्लाइसेबल फ्लोर प्लान या तथाकथित व्हील है तो यहाँ अगर आप एक बार जाँचते हैं कि आप सभी क्षेत्रों को फिर से किसी विशेष क्रम में रूट नहीं कर सकते हैं क्योंकि शायद कुछ अन्य दिशाओं से आने वाले टर्मिनल हैं उदाहरण के लिए मैं 1 से शुरू करता हूं यह 1 बाईं ओर से आने वाले टर्मिनल हो सकता है दाएं से आ रहा है कुछ शायद फ़्लोटिंग टर्मिनल और कुछ टर्मिनल यहाँ से निकल रहे हैं यहाँ पर फ़्लोटिंग टर्मिनल हैं इसलिए यह एक स्विचबॉक्स की तरह होगा जहाँ टर्मिनल सभी ओर से आ रहे हैं न केवल ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज बल्कि इस तरफ और साथ ही इस तरफ से भी इसलिए एक बार जब आप 1 रूट करते हैं तो हो सकता है कि आपको दूसरे का ऑर्डर मिल जाए तो एक बार ये टर्मिनल तय हो जाने के बाद आप कर सकते हैं या ये तय हो गए हैं आप 2 को रूट कर सकते हैं एक बार 2 तय हो जाने पर आप 3 को रूट कर सकते हैं एक बार 3 तय हो जाने पर आप 4 को रूट कर सकते हैं लेकिन यहाँ कुछ रूटिंग क्षेत्रों को स्विचबॉक्स के रूप में माना जा सकता है पर सरल चैनल नहीं यही अंतर है कुछ अन्य रूटिंग विचार इस प्रकार हैं एक टर्मिनलों की संख्या से संबंधित है अच्छी तरह से अधिकांश नेट 2 टर्मिनल नेट हो सकते हैं जो केवल 2 बिंदुओं को जोड़ता है लेकिन कुछ नेट्स क्लॉक और पावर बेशक एक बार स्पष्ट है लेकिन अन्य कनेक्शन भी हो सकते हैं जो कुछ सर्किट में फैन आउट से मेल खाते हैं गेट का आउटपुट शायद 3 अलग अलग स्थानों पर जा रहा है इसलिए 4 बिंदुओं को एक साथ जुड़ा होना चाहिए लेकिन क्लॉक और पावर 2 उदाहरण हैं जहां बड़ी संख्या में टर्मिनलों को जोड़ने की आवश्यकता हो सकती है इसलिए क्लॉक और पावर को अलग अलग माना जाएगा क्योंकि उन्हें बहुत विशेष तकनीकों की आवश्यकता होती है अन्यथा मल्टी टर्मिनल नेट आमतौर पर 2 टर्मिनल नेट में विघटित हो जाते हैं और फिर उन्हें एक बार में रूट किया जाता है 7 विचार व्यास या रेखाओं की चौड़ाई के लिए आंका गया है कुछ लाइनें जो बिजली और जमीन जैसी उच्च धाराओं को ले जाती हैं उन्हें अधिक चौड़ाई की आवश्यकता हो सकती है लेकिन जो सिग्नल ले रहे हैं वे कम चौड़ाई के हो सकते हैं कोई समस्या नहीं है इसके वाया वाया से याद करें कि मैंने जो कहा था वह 2 आसन्न परतों पर 2 बिंदुओं के बीच एक संबंध है धातु के साथ किसी प्रकार का एक छेद होना चाहिए जो बीच में 2 अलग अलग परतों पर 2 बिंदुओं को जोड़ता है आपके द्वारा याद की जाने वाली एक चीज़ एक निर्माण प्रक्रिया में एक लेआउट है थोड़ा मुश्किल है इसलिए वाया की संख्या कम बेहतर है तो वाया फिर से 2 प्रकार के हो सकते हैं एक नियमित वाया है जो केवल आसन्न परतों के बीच है जो आसान और स्टैक्ड हो सकते हैं जिसका अर्थ है कनेक्शन जो शायद 2 से अधिक परतों से गुजर रहा है जिसका अर्थ है कि हमें बहुत आगे ड्रिल करना होगा और एक कनेक्शन बनाना होगा तो स्टैक्ड वाया अधिक कठिन हैं सीमा के प्रकार फिर से हमने जिन उदाहरणों को लिया है वे सभी सीधी रेखा की सीमाएं हैं लेकिन सामान्य तौर पर वे मनमाने हो सकते हैं परतों की संख्या भिन्न हो सकती है आधुनिक तकनीक 5 या अधिक परतों और फिर से नेट प्रकारों के बारे में अनुमति देती है कुछ नेट बहुत महत्वपूर्ण हैं जैसे बिजली और जमीन की रेखाएँ क्लॉक उन्हें अलग से और बहुत सावधानी से संबोधित करने की आवश्यकता है और अन्य नेट हो सकते हैं जो सिग्नल नेट की तरह इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं यह आरेख आपको एक N प्रकार ट्रांजिस्टर एनएमओएस ट्रांजिस्टर और एक पीएमओएस ट्रांजिस्टर का विशिष्ट सीएमओएस निर्माण दिखाता है तो आप याद कर सकते हैं हमें एक सब्सट्रेट चाहिए जहां आपके पास गेट और यह स्रोत है यहां गेट और सोर्स ड्रेन और सोर्स यह ड्रेन है यह सोर्स है और बीच में गेट और गेट को एक इन्सुलेट परत के ऊपर गढ़ा जाना है इसी तरह P प्रकार ट्रांजिस्टर पीएमओएस के लिए हम एक N कुआं बनाते हैं इसके भीतर हम 2 P प्रकार के डोपड क्षेत्र बनाते हैं एक स्रोत है दूसरा ड्रेन है और फिर उसी तरह से एक गेट है इसलिए इसका कारण मैं यह दिखा रहा हूँ कि जब ट्रांजिस्टर आपस में जुड़े होते हैं तो जैसे मैं एक और तस्वीर दिखा रहा हूँ यह 2 ट्रांजिस्टर का शीर्ष दृश्य है एक N प्रकार ट्रांजिस्टर है एक P प्रकार ट्रांजिस्टर है वहाँ स्रोत और ड्रेन एक धातु से जुड़ रहे हैं और उनके द्वार एक पॉली सिलिकॉन लाइन द्वारा एक साथ जुड़े हुए हैं तो 3D दृश्य यह इस तरह दिखता है गेट इस तरह जुड़ा हुआ है यह N प्रकार के ट्रांजिस्टर का आपका स्रोत और ड्रेन है यह P प्रकार ट्रांजिस्टर का स्रोत और ड्रेन है और यह धातु एक परत m1 इस स्रोत और ड्रेन को उसी तरह से जोड़ती है जैसे मैंने यहां दिखाया है अब साइड व्यू आप देख सकते हैं कि कनेक्शन के लिए आपको इस तरह का कनेक्शन लेने के लिए इस m1 जैसे छेद को ड्रिल करने की आवश्यकता है इस तरह से आपके पास एक कनेक्शन होना चाहिए इस ड्रेन से आपके पास इस तरह का कनेक्शन होना चाहिए इस तरह स्रोत से जुड़ा होना चाहिए तो ऐसे कई कनेक्शन हो सकते हैं यह वाया कनेक्शन का उदाहरण है जो मैंने कहा था परतों के किसी भी जोड़े के बीच वाया कनेक्शन मौजूद हो सकता है या रूटिंग के लिए हम धातु से धातु कनेक्शन में अधिक रुचि रखते हैं आसन्न धातु परतों के बीच वाया कनेक्शन और रूटिंग मॉडल के बारे में अच्छी तरह से रूटिंग तकनीकों के बारे में हम बात करेंगे कि वे ग्रिड आधारित मॉडल का उपयोग करते हैं जहां सभी पंक्तियों को समान चौड़ाई का माना जाता है और वे ग्रिड सीमाओं से जुड़े होते हैं लेकिन सामान्य तौर पर लाइनों को मनमाने ढंग से रखा जा सकता है और चौड़ाई के संदर्भ में मनमाने ढंग से आकार दिया जा सकता है ऊंचाइयों को भी और ग्रिडों के साथ संरेखित करने की आवश्यकता नहीं है इसलिए आमतौर पर पावर और ग्राउंड नेट इस दृष्टिकोण का पालन करते हैं और इसके बाद जब हम मल्टीलेयर रूटिंग को देखते हैं तो हमारे पास 2 से अधिक परतें उपलब्ध होती हैं उसके लिए कुछ मॉडल भी हैं जो उदाहरणों के अनुसार हैं जिन्हें हमने ब्लू लाइन और ब्राउन लाइन कहा है हमने बताया कि वे 2 अलग अलग धातु परतों पर स्थित हैं लेकिन सामान्य तौर पर 2 से अधिक हो सकते हैं आइए हम 3 कहते हैं 3 परत काफी लोकप्रिय है इसलिए आपके पास 2 व्यापक दृष्टिकोण हो सकते हैं एक अनारक्षित साधन है कि किसी भी नेट खंड को किसी भी अन्य परतों पर रखा जा सकता है दूसरा एक आरक्षित परत है जहां हमारे पास कुछ प्रतिबंध हैं उदाहरण के लिए आरक्षित परत मॉडल है 2 परत मामले में आप HV कह सकते हैं इसका मतलब है धातु 1 पर क्षैतिज कनेक्शन धातु 2 पर लंबवत कनेक्शन या धातु 1 पर लंबवत धातु 2 पर क्षैतिज कनेक्शन धातु पर 2 परतें हैं यदि आप याद करते हैं तो आप एक प्रथा बनाते हैं कि सभी क्षैतिज रेखाएं धातु 1 पर होंगी जो नीचे है और सभी ऊर्ध्वाधर रेखाएं धातु 2 पर होंगी जो ऊपर हैं 3 परतों के m1 m2 m3 के मामले में आपके पास कुछ समान परंपराएं हो सकती हैं जैसे आप VHV m1 पर वर्टिकल m2 पर क्षैतिज m3 पर वर्टिकल या रिवर्स हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हो सकते हैं इसलिए आमतौर पर हम जिस एल्गोरिथम के बारे में बात करते हैं वह कुछ आरक्षित परत मॉडल का अनुसरण करेगा 3 लेयर रूटिंग के लिए ये कुछ उदाहरण हैं यह दिखाता है कि HVH जहां आप देखते हैं कि क्षैतिज भूरा है ऊर्ध्वाधर नीला है यह तीसरा क्षैतिज हरा है तो ये 3 परतें हैं VHV आइए हम कहते हैं कि नीला ऊर्ध्वाधर है भूरा क्षैतिज है हरा भी ऊर्ध्वाधर है HVH लेकिन आपके पास अनारक्षित परत मॉडल हो सकता है जहां आप नीले रंग की तरह एक ही परत पर पूरे नेट बिछा सकते हैं इसलिए कुछ खंड क्षैतिज हैं कुछ ऊर्ध्वाधर हैं इसी तरह यह भूरा एक ही परत एक ही परत पर हरा इसलिए अनारक्षित परत मॉडल का मतलब यह है तो आप इस परत पर एक नेट के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों खंडों को लेआउट कर सकते हैं अब अनारक्षित परत मॉडल देखें शायद एल्गोरिदम को संभालना थोड़ा मुश्किल है लेकिन इसके कुछ स्पष्ट फायदे हैं यदि आप एक ही परत पर पूरी तरह से जाल बिछा सकते हैं तो आपको दूसरी परत से जुड़ने के लिए किसी भी कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होगी तो वहाँ कुछ स्पष्ट लाभ हैं लेकिन फिर से अधिकांश एल्गोरिदम वे समस्या के कुछ प्रकार के व्यवस्थित परिवर्तन को किसी तरह के लेआउट में करते हैं जो किसी प्रकार के आरक्षित परत मॉडल का उपयोग करता है जिसे हम बाद में देखेंगे चैनल राउटिंग सबसे महत्वपूर्ण प्रकार की विस्तृत रूटिंग समस्या है जिसका हमें सामना करना पड़ा क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि अधिकांश वीएलएसआई चिप्स ASICs जिन्हें हम आज गढ़ते हैं या डिज़ाइन करते हैं वे मानक सेल या सेमी कस्टम डिजाइन पद्धति का उपयोग करते हैं वहां सेल को पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है यह कुछ ऐसा दिखता है मेरे पास सेल की एक पंक्ति है कई सेल की चौड़ाई अलग अलग हो सकती है सेल की एक और पंक्ति है इस तरह की सेल की एक और पंक्ति है अब एक बात हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि लगातार 2 पंक्तियों के बीच जो स्थान है यह स्वाभाविक रूप से एक चैनल है यह एक क्षैतिज चैनल है जिसमें पिन ऊपर से आ रहे हैं और यहां पिन उपलब्ध हैं और आपको उन्हें जोड़ना होगा आपको उन्हें इंटरकनेक्ट करना होगा इसी तरह यहां पिन हैं यहाँ पिन हैं आपको उन्हें इंटरकनेक्ट करना होगा तो इस मामले में एक चैनल C1 होगा इस मामले में एक और चैनल C2 होगा तो समस्या विशेष रूप से यहीं चैनल रूटिंग समस्या को उबालती है इसलिए जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ चैनल रूटिंग मामले में हम आयताकार क्षेत्र के भीतर परस्पर संबंध रखते हैं अब चैनल के अंदर जिस तरह से हमने इसे परिभाषित किया है उसमें कोई रुकावट नहीं है कोई ब्लॉक नहीं है जिसे आपने चैनलों के अंदर रखा है इसलिए जैसा कि मैंने अधिकांश आधुनिक चिप्स के बारे में कहा कि अगर मैं निर्माण करता हूं तो हमारे पास चैनल हैं और यही कारण है कि हम चैनल राउटर का उपयोग करते हैं लाभ यह है कि एल्गोरिदम बहुत हैं मेरा मतलब है कि उनकी गति और गुणवत्ता के मामले में कुशल हैं और यदि आप चैनलों की चौड़ाई को समायोजित कर सकते हैं जो मानक सेल में संभव है तो रूटिंग का सौ प्रतिशत पूरा होने की गारंटी है जो वास्तव में सामान्य रूटिंग मामले में एक समस्या है मेरा कहना है कि रूटिंग को सौ प्रतिशत पूरा करना सुनिश्चित करना मील का पत्थर है जिसे हम आमतौर पर रूटिंग की समस्या के लिए चुनते हैं इसलिए कुछ शब्दावली हैं जिनका उपयोग हम चैनल मार्ग में करते हैं ट्रैक ट्रैक एक क्षैतिज पंक्ति है जो रूटिंग के लिए उपलब्ध है ट्रंक एक क्षैतिज तार खंड है इसलिए एक नेट शायद कई ट्रंक का उपयोग करके जुड़ा हुआ है शाखा एक ऊर्ध्वाधर तार खंड है जो एक ट्रंक को टर्मिनल से जोड़ता है और जैसा कि मैंने कहा कि वाया एक शाखा तार के बीच 2 परतों के बीच एक ट्रंक तार के बीच एक कनेक्शन है इसलिए एक चैनल रूटिंग समस्या आरेखीय रूप से यहाँ की तरह चित्रित की गई है इसलिए मेरे पास कुछ संख्याओं के साथ 2 क्षैतिज रेखाएं हैं जो पिन को इंगित करती हैं यह एक पिन को इंगित करेगा जिसे कनेक्ट किया जाना है पहला नेट 2 पिन से जुड़ा होना इंगित करता है और 3 को भी कनेक्ट करना होगा 0 का मतलब कोई संबंध नहीं है तो यह 2 सूचियों द्वारा दर्शाया जा सकता है ऊपर और नीचे 1 2 0 2 3 पहली सूची है 3 3 1 1 0 दूसरी सूची है इसलिए यदि आप किसी भी चैनल रूटिंग को लागू करने के लिए प्रोग्राम लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरा मतलब है कि एल्गोरिदम के उदाहरण फिर इनपुट समस्या आप इसे 2 एक आयामी सरणियों द्वारा दर्शा सकते हैं और एक संभावित समाधान यह है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हैं जैसे आप याद करते हैं कि परिभाषा शाखा एक ऊर्ध्वाधर तार खंड है और ट्रंक और ट्रैक क्षैतिज तार खंड हैं तो ये शाखाएं हैं नीली ये शाखाएं हैं और यह ट्रंक है लेकिन आप ट्रैक का मतलब है क्षैतिज पंक्ति ट्रंक क्षैतिज तार खंड है इसलिए ट्रैक क्या है यहाँ ट्रैक मैं कह रहा हूँ कि 3 ट्रैक हमारे लिए उपलब्ध हैं लेकिन 3 ट्रैक पर हमने 3 ट्रंक बिछाए हैं ट्रैक का मतलब वह स्थान है जो पंक्तियों और ट्रंक पर हमारे लिए उपलब्ध है शायद मैं पूरी जगह का उपयोग नहीं कर रहा हूं इसका एक हिस्सा मैं एक नेट के लिए एक क्षैतिज खंड को लेआउट करने के लिए उपयोग कर रहा हूं यह एक ट्रंक है इसलिए यह पहले ही मैंने उल्लेख किया है तो चैनल राउटर का कार्य नेट के क्षैतिज सेगमेंट को ट्रैक करने के लिए असाइन करना होगा और एक ही नेट के क्षैतिज सेगमेंट को जोड़ने के लिए वर्टिकल सेगमेंट असाइन करना होगा जिसे अलग अलग ट्रैक्स में और कुछ क्षैतिज नेट को टर्मिनल खंडों में रखा जा सकता है उद्देश्य चैनल की ऊंचाई को कम करना है और हम बाद में देखेंगे कि कुछ क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर बाधाएं हो सकती हैं जिन्हें पूरा किया जाना चाहिए तो आइए जल्दी से देखें कि ये बाधाएँ क्या हैं क्षैतिज बाधा कहती है यदि 2 नेटकी क्षैतिज अवधि एक दूसरे को ओवरलैप करती है तो नेट को अलग ट्रैक को सौंपा जाना चाहिए आइए एक उदाहरण लेते हैं कि मेरे पास इस तरह से एक चैनल रूटिंग समस्या है मैं देख रहा हूँ कि नेट 1 यहाँ है और यहाँ नेट 1 की अवधि यहाँ से यहाँ तक है तो और नेट 2 यहाँ है यहाँ और यहाँ नेट 2 यहाँ है तो श्रेणियों के बीच एक ओवरलैप है इसका मतलब है कि आप एक ही ट्रैक पर 1 और 2 को लेआउट नहीं कर सकते हैं आपको न्यूनतम 2 ट्रैक चाहिए तो HCG क्षैतिज बाधा ग्राफ एक ग्राफ है जहां कोने नेट संख्याओं का संकेत देते हैं और किनारों का अस्तित्व होगा यदि 2 नेट वे किसी स्तंभ में कहीं प्रतिच्छेद करते हैं उदाहरण के लिए 4 और 5 के बीच कोई किनारा नहीं है आइए हम देखते हैं कि 5 यहाँ से यहाँ है और 4 यहाँ से यहाँ तक है कोई चौराहा नहीं है यदि आवश्यक हो तो उन्हें उसी ट्रैक पर रखा जा सकता है तो यह है कि क्षैतिज बाधा ग्राफ क्या है फिर हमारे पास वर्टिकल कन्सट्रेंट नामक कुछ होता है जहां यह कहा जाता है कि यदि कोई ऐसा स्तंभ है जहां शीर्ष टर्मिनल i है और निचला टर्मिनल j है तो इसका मतलब है कि नेट i को j से ऊपर वाला ट्रैक सौंपा जाना चाहिए जिसे हम बाद में उदाहरणों के माध्यम से देखेंगे लेकिन लंबवत बाधा इस तरह है यदि फिर से यह चैनल रूटिंग समस्या है तो आप कहते हैं कि 1 3 से ऊपर है 0 कोई कनेक्शन नहीं है इसलिए इस पर ध्यान न दें 2 1 से ऊपर है 2 5 से ऊपर है 1 5 से ऊपर है इसलिए इस ग्राफ में किनारों की दिशा होगी 1 3 से ऊपर है 1 से 3 तक एक तीर होगा 2 1 से ऊपर है एक तीर इस तरह 2 से 1 तक है यह एक ऊर्ध्वाधर बाधा ग्राफ है और आप देख सकते हैं कि इन ग्राफ में चक्र भी हो सकता है जैसे कि 4 के शीर्ष पर 1 है 4 2 के शीर्ष पर है यहाँ कहीं पर है और 2 कहीं पर 1 के शीर्ष पर है 1 4 के शीर्ष पर है 4 2 के शीर्ष पर है इसलिए VCG में भी चक्र हो सकते हैं इसलिए हम अपने अगले व्याख्यानों में बाद में देखेंगे कि चैनल रूटिंग समस्या के लिए हम इस HCG और VCG का उपयोग कैसे कर सकते हैं ताकि चैनल रूटिंग के लिए डिवाइस को सरल और फिर से कुशल एल्गोरिदम बनाया जा सके धन्यवाद